पिछले व्याख्यान में हमने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में और इंटरनेट ऑफ थिंग्स में इसके महत्व के बारे में चर्चा की इसलिए क्लाउड बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि IoT डिवाइस सेंसर RFID डिवाइस और इतने सारे विभिन्न प्रकार के उपकरण बहुत सारा डेटा भेजते हैं और अंत में उन डेटा को संभालना पड़ता है और यही कारण है कि एक क्लाउड तस्वीर में आया इन सभी डेटा को आगे की प्रक्रिया के लिए क्लाउड पर और इसी तरह आगे भेजा जाएगा अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर्यावरण में क्लाउड के साथ मुख्य समस्या लेटन्सी है तो लेटन्सी का मतलब क्या है फॉग की अवधारणा पर चर्चा करने से पहले हम आपको औपचारिक रूप से समझाएंगे हम कहते हैं कि हमारे पास एक क्लाउड है और हमारे पास विभिन्न IoT उपकरण तैनात हैं अब जब हमने चर्चा की है कि जब हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के संदर्भ में क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात कर रहे थे तो यह है कि इनमें से प्रत्येक उपकरण इन सभी डेटा को क्लाउड पर भेजते हैं आगे की प्रक्रिया और भंडारण के लिए और प्रसंस्करण और भंडारण के लिए अब यह एक समस्या है क्योंकि आप इस IoT वातावरण को देखते हैं नंबर एक बैंडविड्थ के संबंध में विभिन्न तरीकों से बाधा है प्रसंस्करण के संबंध में स्मृति के संबंध में ऊर्जा के संबंध में और इसके आगे अब इस प्रसंस्करण को क्लाउड की मदद से संभाला जा सकता है लेकिन बैंडविड्थ के बारे में क्या ऊर्जा की खपत के बारे में क्या क्योंकि IoT संदर्भ में क्लाउड के उपयोग के इस तरह के परिदृश्य में क्या होने वाला है बहुत सारा डेटा चारों ओर तैरने जा रहा है नेटवर्क पर इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे डेटा क्लाउड पर भेजे जा रहे हैं और यह अनावश्यक रूप से बैंडविड्थ का उपभोग करेगा और इन सभी उपकरणों में अनावश्यक रूप से सीमित ऊर्जा का उपभोग करेगा इसलिए हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि संचार अधिकांश ऊर्जा की खपत करता है इसलिए हम अनावश्यक संचार नहीं करना चाहते हैं और यहां तक कि अगर हम करते हैं तो हमें सीमित करना होगा यहां तक कि अगर हमें संवाद करना है और इसकी आवश्यकता है क्योंकि एक नेटवर्क में मूल रूप से IoT एक नेटवर्क है इसलिए नेटवर्क संचार की आवश्यकता होती है लेकिन हम इसे कुशलता से कैसे संभालते हैं यह हम इस विशेष व्याख्यान में चर्चा करने जा रहे हैं तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो क्लाउड से बेहतर है तो यह वह जगह फॉग तस्वीर में आता है CISCO द्वारा फॉग की प्रस्तावित की गई थी इसलिए यह एक विचार की तरह था कि IoT उपकरणों के करीब क्लाउड सुविधाओं को कैसे लाया जाए क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि हमारे पास ये सभी डेटा क्लाउड पर भेजे गए हैं जो आपको पता है कि न केवल बैंडविड्थ सीमित बैंडविड्थ है कि वहाँ ले जाएगा इस तरह के वातावरण में लेकिन यह भी बहुत समय लेने वाला है तो इस विशेष मामले में जिस समय की आवश्यकता होती है वह उस समय से होगा जब उस घटना को महसूस किया जाता है उस डेटा का टुकड़ा क्लाउड पर भेजा जाता है तो यह हम कहते हैं कि यह t1 है यह t2 है फिर t3 को संसाधित करने का समय है और अंत में उस प्रतिक्रिया को वापस भेजा जाएगा इसलिए t4 तो प्रतिक्रिया सक्रियण या ऐसा कुछ के लिए वापस भेजा जाएगा तो यह मूल रूप से t1 plus t2 plus t3 plus t4 हो जाता है तो यह कुल समय होता है जब तक कि प्राप्त करने वाले उपकरण को इस बात का संकेत नहीं मिल जाता है कि क्या करना है और इस तरह के समय में IoT के अधिकांश वास्तविक जीवन के अनुप्रयोगों में इस तरह के समय के बारे में आपको पता है अधिकांश अवांछित घटनाएं घटित होती हैं उदाहरण के लिए यदि यह एक निगरानी अनुप्रयोग है तो शायद इस समय तक घुसपैठिया क्योंकि इसमें बहुत अधिक लेटन्सी शामिल है इस समय तक घुसपैठिया पहले से ही इस क्षेत्र में घुसपैठ कर सकता है या यदि यह एक चिकित्सा आपातकालीन स्थिति है तो इसके द्वारा प्रतिक्रिया समय वगैरह मिलने पर क्लाउड प्रोसेसिंग में इसे भेजने में समय लगता है इसलिए यहां तक कि वास्तविक समयसीमा भी समाप्त होने जा रही है और इस विशेष मुद्दे के कारण जो होने जा रहा है यदि यह एक चिकित्सा आपातकालीन स्थिति है तो रोगी की मृत्यु हो सकती है ठीक है इसलिए जो आवश्यक है क्या हम लेटन्सी को कम कर सकते हैं और यह वह है जो हम फॉग की गणना में करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि फॉग मूल रूप से CISCO द्वारा प्रस्तावित किया गया था और पूरे विचार यह है कि क्या हम क्लाउड सुविधाएं ला सकते हैं IoT डिवाइस लेयर के करीब क्लाउड का आकर्षण और संपूर्ण विचार क्लाउड कंप्यूटिंग के आने वाली समस्याओं को डेटा प्रोसेसिंग के लिए IoT का उपयोग के लिए हल करना है तो यह फॉग कंप्यूटिंग का पूरा उद्देश्य है और पूरा विचार यह है कि सेंसर डिवाइस से क्लाउड पर डेटा भेजने में होने वाली देरी को कम करने के लिए क्लाउड से एक प्रतिक्रिया वापस मिल रही है और किसी विशेष डिवाइस को सक्रिय कर रहा है तो क्या हम इस विशेष समय को कम कर सकते हैं तो यह पूरा विचार है संपूर्ण आधार जिसके तहत फॉग की गणना काम करती है इसलिए वैचारिक रूप से हमारे पास क्या है हम IoT और क्लाउड का उपयोग करते हैं आप जानते हैं कि यह डिवाइस की परत है जहाँ ये सभी IoT डिवाइस हैं भौतिक उपकरण काम करते हैं और यह वह क्लाउड है जहाँ सारा डेटा प्रोसेसिंग और स्टोरेज के लिए भेजा जाता है इसलिए फॉग जो कह रहा है वह मिडलवेयर या एक मध्य परत की तरह होने जा रहा है बल्कि कुछ संगणना कुछ प्रसंस्करण कम से कम क्षणिक भंडारण में से कुछ होने जा रहा है इन उपकरणों द्वारा संवेदी डेटा को क्लाउड में भेजा जाता है इससे पहले कि इसे क्लाउड पर भेजा जाए क्या हम कुछ मध्यवर्ती प्रसंस्करण कर सकते हैं मध्यवर्ती भंडारण त्वरित निर्णय लेने के लिए फॉग कंप्यूटिंग के उपयोग के पीछे यह पूरा विचार है तो चलिए कुछ आंकड़ों पर वापस जाते हैं जिन्हें आप जानते हैं कि हम कोर्स की शुरुआत में भी गए थे तो हम जानते हैं कि अब यह इन सभी अलग अलग सेंसरों वगैरह के कारण है बहुत सारा डेटा है जो चारों ओर तैर रहा है इसलिए यह अनुमान है कि 2020 तक दुनिया का 40 प्रतिशत डेटा सेंसर से आएगा और 90 प्रतिशत दुनिया का डेटा केवल पिछले 2 वर्षों की अवधि के दौरान उत्पन्न किया जाएगा इसलिए दुनिया का 90 प्रतिशत डेटा केवल पिछले 2 वर्षों की अवधि के दौरान उत्पन्न हुआ था तो आप जानते हैं कि यह भी अनुमान है कि हर दिन लगभग 25 क्विंटीलियन बाइट डेटा का उत्पादन होता है और 2020 तक IoT उपकरणों पर कुल खर्च लगभग 17 ट्रिलियन डॉलर होगा इसलिए इन सभी विभिन्न आँकड़ों को देखते हुए हमें अब चीजों की इंटरनेट की आर्किटेक्चर के बारे में सोचना होगा जिसमें हम इन सभी विभिन्न उपकरणों को मापनीय तरीके से उपयोग कर सकते हैं जैसे कि बड़ी संख्या में उपकरणों के साथ त्वरित तरीके से और कुशल तरीके से प्रसंस्करण होता है कुल जुड़े उपकरणों की संख्या खेद है कि दुनिया भर में जुड़े वाहनों की कुल संख्या अनुमान के अनुसार 2020 तक लगभग 250 मिलियन हो जाएगी और अनुमान के अनुसार फिर से 30 बिलियन से अधिक IoT डिवाइस होंगे इसलिए इन IoT उपकरणों द्वारा जो डेटा उत्पन्न होने वाला है वह स्पष्ट रूप से काफी विशाल है तो हम इस तरह के विशाल डेटा को कैसे संभालते हैं मेरा मतलब है कि मूल रूप से इन सभी बड़े डेटा एनालिटिक्स और इतने पर उपयोग करने का एक तरीका है लेकिन इससे पहले भी हम इन डेटा के प्रसंस्करण समय में कटौती कर सकते हैं क्या हम नेटवर्क के दृष्टिकोण से कुछ कर सकते हैं और यहीं पर हमें फॉग की मदद लेनी होगी तो हमें फॉग कंप्यूटिंग की आवश्यकता क्यों है इसकी वजह है कि क्लाउड की कुछ कमियां हैं आप जानते हैं कि यह IoT की आवश्यकताओं को संभालने के लिए अपर्याप्त है तो आईओटी उपकरणों लेटन्सी द्वारा उत्पादित डेटा के संस्करणों के साथ समस्याएं हैं इसका मतलब है एक संवेदनशील डेटा को क्लाउड पर जाने और फिर वापस आने में लगने वाला समय वह अवधि लेटन्सी और बैंडविड्थ है बैंडविड्थ का मतलब है कि आप जानते हैं कि आईओटी उपकरणों से इन सभी डेटा के इस संचार के कारण मेरा कितना डेटा होने जा रहा है इसका मतलब है कि कितना चैनल पर कब्जा होने जा रहा है तो फॉग कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर इस तरह दिखता है तो हमारे पास ये सभी IoT डिवाइस हैं और हमारे पास क्लाउड है इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि परंपरागत रूप से हमें इन IoT उपकरणों का उपयोग करना होगा ताकि वे अपने आसपास होने वाली भौतिक घटनाओं को महसूस कर सकें क्लाउड पर डेटा भेजें और एक कार्रवाई करें या वापस टिप्पणी करें इसलिए जैसा कि हम यहां देख सकते हैं कि यह पारंपरिक क्लाउड मॉडल है तो हमें फॉग की गणना की आवश्यकता क्यों है क्योंकि हम इस विशेष समय को कम करना चाहते हैं और आम तौर पर ये क्लाउड सर्वर शारीरिक रूप से भी महाद्वीपों से दूर हो सकते हैं इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि यह अलग अलग शहरों और इतने पर है लेकिन यहां तक कि महाद्वीप तक भी दूर हैं तो यह शारीरिक सीमा भी संचार में एक बड़ी लेटन्सी का परिचय देती है इसलिए डेटा की मात्रा के संदर्भ में यह अनुमान लगाया जाता है कि 2020 तक लगभग 50 बिलियन डिवाइस ऑनलाइन रहेंगे और वर्तमान में लाखों डिवाइस हर दिन एक्सा बाइट्स डेटा का उत्पादन करते हैं और यह बड़ा डेटा है सही है इतना डेटा हर दिन न केवल हर दिन बल्कि हर सेकेंड हर मिनट एक प्रोड्यूस में जा रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स की शुरुआत के कारण डेटा का असामान्य मात्रा में उत्पादन होने जा रहा है एक्साबाइट का मतलब 10 टू द पवर ऑफ 18 तो आप जानते हैं कि हमारे पास गीगाबाइट टेराबाइट पेटाबाइट गीताबाइट एक्साबाइट है इसलिए आमतौर पर हम पारंपरिक रूप से डेटा को अधिकतम गीगाबाइट के साथ उपयोग करते हैं लेकिन अब यह आपके साथ इंटरनेट के चीजों का पता है और इतने पर टेराबाइट्सगीताबाइट डेटा का एक्सबाइट्स होना बहुत आम है जो हर दिन उत्पन्न होता है और इस तरह के डेटा वॉल्यूम को संभालने के लिए तो हर दिन डिवाइस घनत्व भी बढ़ रहा है इसलिए वर्तमान क्लाउड मॉडल डेटा की इस राशि को संसाधित करने में असमर्थ है इसलिए निजी फर्म कारखाने हवाई जहाज कंपनियां सभी हर दिन भारी मात्रा में डेटा का उत्पादन करते हैं इसलिए यदि आप इस विशेष आंकड़े को देखते हैं तो यह स्पष्ट होगा इसलिए हम किसी एक फर्म द्वारा उत्पादित डेटा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम उन डेटा के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके द्वारा जानी जाने वाली कई फर्मों और उन फर्मों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों यानी IoT डिवाइस एम्बेडेड सिस्टम के डिवाइस के बारे में हैं मूल रूप से उन फर्मों में उपयोग किया जाता है आप जानते हैं कि डेटा की विशाल मात्रा हर दिन एक ही फर्म द्वारा उत्पादित की जाती है और निश्चित रूप से बड़ी संख्या में फर्में बड़ी मात्रा में डेटा कारखानों का उत्पादन भी करती हैं इसी तरह की चीज़ों के कारखाने बड़े पैमाने पर डेटा हवाई जहाज कंपनियों का उत्पादन भी करते हैं खुद हवाई जहाज में कई तरह के सेंसर होते हैं वे बड़ी संख्या में डेटा का उत्पादन भी करते हैं इसलिए इन सभी डेटा को आगे के भंडारण और प्रसंस्करण के लिए क्लाउड पर भेजना होगा इसलिए वर्तमान क्लाउड मॉडल जिसे हम पहले ही क्लाउड कंप्यूटिंग पर पिछले व्याख्यान में देख चुके हैं मूल रूप से इन सभी डेटा को संग्रहीत नहीं कर सकता है इसलिए डेटा को कच्चे रूप में उत्पन्न करने वाले डेटा को क्लाउड में भेजे जाने से पहले फ़िल्टर करना पड़ता है इसलिए इसे क्लाउड में स्टोरेज और प्रोसेसिंग के लिए नियत करने से पहले फ़िल्टर करना पड़ता है लेटन्सी के संदर्भ में एक गोल यात्रा के लिए डेटा पैकेट द्वारा बहुत समय लिया जा रहा है और यह वही है जो मैं आपको उस आरेख के साथ समझा रहा था जो मैंने शुरुआत में दिखाया था इसलिए समय संवेदनशील डेटा को संभालने का एक महत्वपूर्ण पहलू मूल रूप से लेटन्सी के इस मुद्दे को संभालना है क्योंकि यदि यह समय संवेदनशील है तो यह वास्तविक समय डेटा है तो समय महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि विलंब को विशेष रुचि के साथ संभालना पड़ता है यदि उम्र के उपकरणों ने विश्लेषण के लिए क्लाउड के लिए समय संवेदनशील डेटा भेजे और क्लाउड को एक समृद्ध कार्रवाई देने के लिए प्रतीक्षा करें तो यह कई वांछित परिणाम पैदा कर सकता है तो समय के प्रति संवेदनशील डेटा को एक सेकंड में फाइल करने से एक बड़ा अंतर आ सकता है तो इस विशेष आकृति को यहां देखें तो एम्बुलेंस फिर अलग अलग इमारतें और अलग अलग विभिन्न उपकरणों और कारों और इतने पर जानते हैं इसलिए वे मूल रूप से डेटा उत्पन्न करते हैं जो प्रकृति में समय के प्रति संवेदनशील होते हैं तो वे मूल रूप से उत्पन्न करते हैं जो समय के प्रति संवेदनशील हैं तो यही कारण है कि डेटा को अर्थपूर्ण तरीके से उपयोग करने में सक्षम होने के लिए उन्हें बहुत तेजी से संसाधित करना होगा इसलिए उन्हें बहुत तेजी से प्रक्रिया करने के लिए भुगतान करना होगा तो उदाहरण के लिए एक एम्बुलेंस कुछ डेटा उत्पन्न करेगा तो यह समय कि यहां से क्लाउड पर जाने और वापस आने के लिए डेटा लेता है यह इस के साथ प्रतिनिधित्व किया जा सकता है आपको पता है कि यह इस तरह के समीकरण के रूप में दिखाया जा सकता है तो समय के बराबर लेटन्सी डेटा को डिवाइस से जाने के लिए लेता है इसका मतलब है कि IoT डिवाइस को क्लाउड प्लस डेटा विश्लेषण के लिए समय प्लस समय यह डेटा को क्लाउड से डिवाइस तक यात्रा करने के लिए लेता है तो लेटन्सी बढ़ जाएगी और कार्रवाई से डिवाइस तक दुर्घटना पहले से ही हो सकती है अगर यह एक आपातकालीन स्थिति या एक जुड़ा वाहन स्थिति है तो यही कारण है कि फॉग कंप्यूटिंग बहुत महत्वपूर्ण है तो बैंडविड्थ के संदर्भ में डेटा की बिट दर बैंडविड्थ के संदर्भ में बैंडविड्थ की गणना ट्रांसमिशन के दौरान डेटा की बिट दर के रूप में की जाती है इसलिए यदि सारा डेटा IoT डिवाइस द्वारा जनरेट किया जाता है और जो डेटा इन डिवाइसेस द्वारा जनरेट किया जाता है उन्हें स्टोरेज और एनालिसिस के लिए क्लाउड पर भेजा जाता है तो इन डिवाइसेस द्वारा उत्पन्न ट्रैफ़िक केवल विशाल होगा तो ये IoT डिवाइस इस वजह से लगभग सभी बैंडविड्थ का उपभोग करने वाले हैं और इस तरह के ट्रैफ़िक को संभालना बहुत कठिन काम होगा इसलिए बैंडविड्थ का उपभोग करने वाले लाखों डिवाइस अगर सभी डिवाइस IPv6 या IP आधारित तकनीकों के ऑनलाइन हो जाते हैं तो सभी उपकरणों को सुविधा प्रदान करने के लिए सुविधा को संभालने में सक्षम नहीं होगा और डेटा गोपनीय हो सकता है जिसमें कंपनियां ऑनलाइन साझा नहीं करना चाहती हैं तो ये अलग समस्याएं हैं एक डेटा की गोपनीयता है यह कंपनियों के लिए चिंता का विषय है और दूसरा यह है कि आप जानते हैं कि आईपीवी 6 जैसी आईपी आधारित टेक्नोलॉजीज के साथ इस प्रकार की समस्याओं से निपटना एक समस्या है और बिल्यन्ज़ अरबों billions बैंडविड्थ का उपभोग करने वाले अरबों उपकरणों के होने का मुद्दा भी है तो आप जानते हैं हम उन्हें एक साथ सहक्रियात्मक तरीके से कैसे संभालते हैं डेटा की रडूस्ट लेटन्सी सही समय पर उचित कार्रवाई प्रमुख दुर्घटनाओं जैसे कि मशीन की विफलता और इतने पर रोकती है इसलिए कार्रवाई करते समय एक मिनट की देरी से बहुत फर्क पड़ता है और यही बात मैं आपको मेडिकल इमरजेंसी परिदृश्य के दौरान समझा रहा था एक व्यक्ति मर सकता है यदि निर्णय लेने में संवेदन के समय की तुलना में बहुत समय लगता है तो यह निर्णय लेने का समय होना चाहिए इसका मतलब है कि प्रसंस्करण भंडारण वगैरह संवेदन के लिए समय के अनुरूप होना चाहिए तो तो कुछ सेन्स करने के बाद यह सेन्स का समय आता है तत्पश्चात इसका प्रसार करना होता है और इसी क्रिया को वास्तविक समय में भी करना होता है डेटा सुरक्षा IoT डेटा को घुसपैठियों से सुरक्षित और संरक्षित किया जाना चाहिए डेटा पर 24 7 नजर रखने की आवश्यकता है हमले से पहले एक उचित कार्रवाई की जानी चाहिए जिससे नेटवर्क को बड़ा नुकसान ना हो और यह वही है जो मैं आपको समझा रहा था संबंधित उपयुक्त स्थानों पर डेटा के प्रसंस्करण डेटा को संवेदनशीलता के आधार पर तीन प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है एक समय संवेदनशील डेटा है दूसरा कम समय संवेदनशील डेटा है और तीसरा वह डेटा है जो समय संवेदनशील नहीं है इसलिए इस तरह के फ़िल्टरिंग को डेटा की संवेदनशीलता के संबंध में होना चाहिए इसलिए अत्यंत समय संवेदनशील डेटा का डेटा स्रोत के बहुत पास विश्लेषण किया जाना चाहिए और जो डेटा समय संवेदनशील नहीं हैं उनका विश्लेषण क्लाउड में किया जाएगा तो उपकरणों के करीब समय संवेदनशील डेटा गैर समय संवेदनशील डेटा इसे क्लाउड पर भेजते हैं बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में डेटा की निगरानी करते हैं कनेक्ट किए गए IoT उपकरणों का स्थान एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैल सकता है उदाहरण किसी देश या राज्य के रेलवे ट्रैक की निगरानी करना उपकरणों को कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों के साथ ही साथ उजागर किया जाता है तो हमें फॉग का उपयोग कब करना चाहिए यदि एक मिनट के फ्रैक्शन एक क्षण के फ्रैक्शन के भीतर डेटा का विश्लेषण किया जाना चाहिए यदि नेटवर्क में बड़ी संख्या में डिवाइस हैं अगर डिवाइस को बड़ी भौगोलिक दूरी से अलग किया जाता है या यदि उपकरणों को चरम स्थितियों के अधीन होने की आवश्यकता है तो इस के साथ हम फॉग कम्प्यूटिंग पर व्याख्यान के पहले भाग के अंत में आते हैं इस व्याख्यान में हम समझ गए हैं कि फॉग क्या है फॉग की गणना की उत्पत्ति और फॉग कंप्यूटिंग कैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिस्टम के निर्माण में मदद कर सकता है हम IoT के उपयोग की कुछ सीमाओं के माध्यम की प्रक्रिया में गए हैं